कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के तहत विभिन्न सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पिछली कक्षा में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिक परफॉरमेंस मॉड्यूल के बारे में एक काल्पनिक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के साथ चर्चा किया कि आप एप्लीकेशन लेयर के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे इंटरफेस करेंगे तो उस विषय से आगे बढ़ते हुए इस व्याख्यान में हम ट्रांसपोर्ट लेयर में बफर प्रबंधन क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम के विवरण पर ध्यान देंगे तो बफर प्रबंधन पर आते हैं इसलिए जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा है कि प्रेषक के साथ साथ रिसीवर की तरफ हम एक ट्रांसपोर्ट लेयर बफ़र बनाए रखते हैं जो एक सॉफ्टवेयर बफ़र कतार अर्थार्त क्यू के रूप में बना रहता है और उस कतार अर्थार्त क्यू में प्रेषक पक्ष पर जब भी आप कुछ डेटा भेजते हैं आप डेटा को उस कतार अर्थार्त क्यू में रखते हैं और फिर आपके दर नियंत्रण एल्गोरिदम के आधार पर ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को कतार अर्थार्त क्यू से लाएगी और इसे नेटवर्क लेयर की अविश्वसनीय IP लेयर पर भेज देगी दूसरी तरफ रिसीवर की तरफ आपके पास एक कतार अर्थार्त क्यू होती है जहां नेटवर्क लेयर से डेटा को कतार अर्थार्त क्यू में रखा जाता है और फिर एप्लिकेशन उस कतार अर्थार्त क्यू से डेटा प्राप्त करेगा अब हम इस आरेख पर नज़र डालते हैं तो यहाँ नेटवर्क लेयर पर यह IP रिसीव एक काल्पनिक फ़ंक्शन है जो नेटवर्क लेयर पर IP लेयर से डेटा प्राप्त करता है और यह डेटा को कतार अर्थार्त क्यू में रखता है और यह क्यू ट्रांसपोर्ट लेयर पर बफर है जो एप्लीकेशन से सम्बंधित है और हम पोर्ट नंबर का उपयोग यह पहचानने के लिए करते हैं कि आपको किस बफर में डेटा डालना है इसलिए एक बार जब यह नेटवर्क लेयर डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पर डालता है तब एप्लिकेशन से आपको रीड सिस्टम कॉल का उपयोग करना होता है या अन्य सिस्टम कॉल होते हैं जैसे राइट सिस्टम राइट सिस्टम कॉल जिसके माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा प्राप्त कर सकते हैं तो यह रीड सिस्टम कॉल जो सॉकेट प्रोग्रामिंग का हिस्सा है इस पर हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो रीड सिस्टम कॉल का उपयोग करके आपको ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा प्राप्त होगा इसलिए यदि आप प्रेषक पक्ष पर इस राईट कॉल का उपयोग कर रहे हैं तो आप डेटा पढ़ने के लिए और इस ट्रांसपोर्ट लेयर कार्यान्वयन के संबंध में एप्लिकेशन कॉल पर रिसीवर पक्ष पर रीड कॉल का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा है कि प्रोटोकॉल स्टैक का यह सम्पूर्ण कार्यान्वयन का पूरा हिस्सा कर्नेल के अंदर लागू किया गया है यदि आप एक यूनिक्स प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह प्रोटोकॉल स्टैक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जहाँ यह एप्लीकेशन यूजर स्पेस में लिखा गया है तो रीड कॉल की आवृत्ति जो वास्तव में उस एप्लिकेशन द्वारा प्रबंधित की जाती है जिसे आप लिख रहे हैं और एप्लिकेशन इस सॉकेट प्रोग्रामिंग का उपयोग कर रहा है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे यह इस ट्रांसपोर्ट लेयर बफर के डेटा को पढ़ने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग का उपयोग करेगा अब ऐसा हो सकता है कि एप्लिकेशन डेटा को एक गति से पढ़ रहा है जबकि नेटवर्क यह किसी और गति पर डेटा प्राप्त कर रहा है कई बार ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क जो एप्लिकेशन पढ़ रहा है उसकी तुलना में अधिक गति से डेटा भेज रहा हो कह सकते हैं कि नेटवर्क कुछ 1 एमबीपीएस की दर से डेटा प्राप्त कर रहा है और एप्लिकेशन 10 केबीपीएस की दर से डेटा पढ़ रहा है तो एप्लिकेशन 10 Kbps की दर से डेटा पढ़ रहा है मतलब उस दर पर आप रीड सिस्टम कॉल निष्पादित कर रहे हैं तो आप प्रत्येक 1 सेकंड पर आ रहे हैं और आप 1 Kb 10 Kb के बफर आकार के साथ एक रीड सिस्टम कॉल कर रहे हैं तो आप इस अंतर के कारण 10 केबीपीएस की दर से डेटा प्राप्त करेंगे हम कुछ समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि डेटा इस ट्रांसपोर्ट बफर के अंदर बफर हो जाएगा इसलिए क्योंकि आप उच्च दर पर डेटा प्राप्त कर रहे हैं वह डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बफर हो जाएगा इस कतार अर्थार्त क्यू के अंदर बफर हो जाएगा और कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि कतार अर्थार्त क्यू पूर्ण हो जाए यदि कतार अर्थार्त क्यू पूर्ण हो जाती है तो यह एक समस्या होगी क्योंकि उस स्थिति में यदि प्रेषक नेटवर्क पर और डेटा भेजता है तो वह डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर यहाँ आएगा लेकिन क्योंकि यह बफर पूर्ण हो गया है आप इस विशेष बफ़र से पैकेट ड्रॉप का अनुभव करेंगे अब आप उससे बचना चाहते हैं अब उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा आपको फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम को ट्यून करना होगा तो आप प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म को कैसे ट्यून करेंगे आपके पास डायनेमिक बफर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए जहाँ यह रिसीवर बफर साइड होता है यह डायनेमिक रूप से बदल रहा है यह एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच इस दर के अंतर के कारण डायनामिक रूप से बदल रहा है जिस दर पर यह नेटवर्क लेयर से डेटा प्राप्त कर रहा है इस दर अंतर के कारण आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपके पास गतिशील बफर आकार हो सकता है अब उस को संभालने के लिए आपको क्या करना है जैसे आपको यह सूचना प्रेषक पक्ष को भेजनी होगी ताकि प्रेषक डेटा भेजना बंद कर सके जब तक कि रिसीवर बफर में पर्याप्त जगह न हो तो यह विशेष अवधारणा हम इसे रिसीवर की तरफ गतिशील बफर प्रबंधन कहते हैं तो आइए हम थोड़ा विवरण में गतिशील बफर प्रबंधन की इस अवधारणा को देखें तो डायनेमिक बफर मैनेजमेंट के मामले में स्लाइडिंग विंडो आधारित फ्लो कंट्रोल के लिए आपको क्या करना है कि भेजने वाले और रिसीव करने वाले को अपने बफर एलोकेशन को डायनामिकली एडजस्ट करने की जरूरत होती है इसलिए यह ट्रांसपोर्ट इकाई और एप्लीकेशन के बीच दर अंतर पर आधारित है रिसीवर बफर के उपलब्ध आकार में परिवर्तन हो सकता है तो इस विशेष आरेख में तो ये सेगमेंट का एक सेट है जिसे एप्लिकेशन पहले ही पढ़ चुका है तो यह एप्लीकेशन बफर से चला गया है अब यह आपका पूरा बफर आकार है ठीक है इसलिए यह आपका पूरा बफर आकार है अब उसमें से 3 खंड हैं जो पहले से ही बफर के अंदर हैं इसलिए ये खंड एप्लिकेशन को पढ़ने के लिए बफर के अंदर इंतजार कर रहे हैं अब यहाँ रिक्त स्थान जो आपके पास रिसीवर बफर में है वह यह है तो आप की जरूरत है इस राशि को प्रेषक को विज्ञापित करने के लिए इसलिए कि रिसीवर बफ़र को होल्ड करने की तुलना में प्रेषक अधिक डेटा नहीं भेजे इसलिए रिसीवर को बफर स्पेस की तुलना में प्रेषक को अधिक डेटा नहीं भेजना चाहिए तो आपको विंडो के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है रिसीवर बफर स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्रेषक विंडो का आकार होता है तो हमने विंडो आधारित फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम में क्या देखा है कि आप प्रेषक विंडो के आकार को गतिशील रूप से ट्यून कर सकते हैं और प्रेषक विंडो आकार मूल रूप से दर्शाता है कि आप पावती की प्रतीक्षा किए बिना रिसीवर को कितना डेटा भेज सकते हैं अब यदि रिसीवर की ओर से प्रेषक को फीडबैक भेजते हैं कि जब रिसीवर के पास बफर स्थान उपलब्ध है तो प्रेषक उस मान को अधिकतम करने के लिए अपना विंडो आकार को सेट कर सकता है इसलिए यह कभी भी रिसीवर को उस विशेष आकार से अधिक डेटा नहीं भेजेगा अब एक बार रिसीवर जब उस डेटा को प्राप्त करेगा डेटा प्राप्त करने के बाद रिसीवर फिर से एक पावती भेज सकता है एक बार इस डेटा को एप्लिकेशन द्वारा पढ़ा गया है और जब यह पावती के साथ पावती भेज रहा है यह उपलब्ध बफर आकार की घोषणा कर सकता है तो आइए हम देखें कि यह विशेष प्रक्रिया कैसे काम करती है तो यहाँ एक उदाहरण है 2 नोड A और B हैं वे एक दूसरे के साथ संचार कर रहे हैं तो पहला संदेश यह है कि A 8 बफ़र्स के लिए अनुरोध करता है इसलिए यहां हम उन सेगमेंट की संख्या पर बफर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्हें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और हम मान रहे हैं कि हर सेगमेंट एक फिक्स साइज का है जो टीसीपी के लिए सत्य नहीं है लेकिन यहां यह सिर्फ सरलीकरण के लिए है हम एक धारणा बना रहे हैं की प्रत्येक सेगमेंट समान आकार का है और प्रेषक पर रिसीवर प्रेषक A है तो A मेरा प्रेषक है जो डेटा भेजेगा और B मेरा रिसीवर है जो डेटा प्राप्त करेगा तो प्रेषक पहले 8 बफ़र के लिए अनुरोध करता है तो A B से 8 बफर स्थान चाहता है लेकिन B पाता है कि केवल 4 बफर स्थान उपलब्ध हैं 4 खंडों के लिए बफर स्थान उपलब्ध हैं तो A इस बफर स्पेस मान के साथ एक पावती संख्या के साथ एक पावती भेजता है तो बफर स्पेस वैल्यू का उल्लेख 4 के रूप में किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि A केवल संदेश 0 से संदेश 4 तक या खंड 0 से खंड 4 के लिए 4 संदेश देगा अब A 1 संदेश भेजता है इसलिए एक बार A यह संदेश भेजता है डेटा अनुक्रम संख्या 0 के साथ अब इस समय A ने 1 भेजा है इसलिए A के पास 3 बफ़र्स बचे हैं तो A एक दूसरा सन्देश A m1 भेजता है अब A के पास 2 बफ़र बचे हैं तब A ने एक और संदेश भेजा है और मान लिया है कि यह संदेश खो गया है अब यह संदेश खो गया है इसलिए हालाँकि रिसीवर की तरफ आपके पास 2 बफर स्थान बचे हैं लेकिन A का मानना है कि केवल एक बफर स्थान बचा है क्योंकि A ने पहले ही 3 खंड भेज दिए हैं तो इस स्तर पर B 0 और 1 को स्वीकार करता है तो एक बार B 0 और 1 को स्वीकार करता है A और B एक पावती 1 भेजते हैं तो यहाँ यह पावती एक संचयी पावती है इसलिए एक बार जब आप पावती 1 भेज रहे हैं इसका मतलब है आप स्वीकार कर रहे हैं कि संदेश 0 और संदेश 1 दोनों को स्वीकार कर रहा है और साथ ही यह अधिसूचना देता है कि 3 बफर स्थान है तो A को एक अपडेट मिलता है की यह संदेश 0 और संदेश 1 को रिसीवर द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है और इसके पास उपलब्ध बफर स्पेस 3 है इसलिए A फिर से संदेश m3 भेजता है क्योंकि इसने संदेश m2 पहले ही भेज दिया है तो यह नहीं जानता कि संदेश प्राप्त हुआ है या नहीं फिर यह m4 भेजता है और आखिरकार m2 भेजता है इसलिए इस 3 को भेजने के बाद यह विज्ञापित देता है की यह बफर स्पेस 3 था इसलिए इसने 3 संदेश भेजे हैं इसलिए एक बार जब इसने 3 संदेश भेज दिया है उस समय के दौरान A अब डेटा नहीं भेज सकता है क्योंकि A की विंडो को 3 पर सेट किया गया था इसलिए यह पहले से ही 3 3 संदेश प्रसारित कर चुका है अब इस स्तर पर यह B यह एक पावती भेजती है जो बताती है कि पावती संख्या 4 के बराबर है तो जब यह पावती संख्या 4 के बराबर होती है तो इस स्तर पर A को पता चलता है कि m1 से शुरू होने वाले सभी 4 संदेश m1 m2 m3 और m4 उन्होंने स्वीकार किया जा चूका है क्योंकि 4 फिर से एक संचयी पावती है तो इस स्तर पर सन्देश m2 के लिए एक टाइमआउट था जिसके लिए इसे पावती नहीं मिली है और यह उस संदेश को फिर से प्रसारित करता है तो B को m2 m3 और m4 प्राप्त हुआ है तो B ने बफर स्पेस 0 के साथ एक पावती 4 भेजी है तो इस बफर स्पेस 0 के साथ A क्या स्वीकार कर रहा है A स्वीकार कर रहा है कि यह विशेष संदेश सभी संदेश B द्वारा प्राप्त किया गया है लेकिन इसमें कोई बफर स्थान उपलब्ध नहीं है इसका मतलब है एप्लिकेशन ने उस डेटा को नहीं पढ़ा है अब एक बार जब एप्लिकेशन ने उस डेटा को पढ़ लिया है तो A ने एक और पावती भेजते हुए कहा कि पावती संख्या 4 है लेकिन बफर स्थान को 1 के रूप में घोषित करता है तो इस स्तर पर A एक बफर स्थान उपलब्ध कराता है B A को यह कहते हुए 1 बफर स्थान उपलब्ध कराता है कि यह एक और संदेश एक और खंड भेज सकता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार जब आप बफर स्पेस 0 का विज्ञापन कर रहे हैं उसके बाद एक बार बफर स्पेस उपलब्ध हो जाने पर आपको एक और पावती भेजने की आवश्यकता है अन्यथा प्रेषक इस स्तर पर अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि प्रेषक को जब एक बार यह ज्ञात हो जाता है कि बफर स्पेस 0 है तो यह अब डेटा नहीं भेजेगा तो यह यहाँ अवरुद्ध हो जाएगा तो इस तरह से चीजें मिलती रहती हैं तो इस मामले में A डेटा भेजता है और अवरुद्ध हो जाता है और फिर इसे बफर स्पेस 0 के साथ एक पावती संख्या मिलती है यहां A अभी भी अवरुद्ध है फिर A उपलब्ध बफर स्थान के हिसाब से एक और संदेश प्राप्त कर सकता है या भेज सकता है तो यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यह कभी कभी हो सकता है क्यूंकि आप यह विज्ञापन भेज रहे हैं कि आपके पास कोई पर्याप्त बफर स्थान नहीं है प्रेषक की ओर से संभावित गतिरोध संभव है क्योंकि प्रेषक पता लगा सकता है या प्रेषक यह सोच सकता है कि रिसीवर की ओर अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है अब इस विशेष बात से बचने के लिए आपको क्या सुनिश्चित करना है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क में पावती लगातार चल रही है इसलिए इस विशेष उदाहरण में यदि यह अच्छी तरह से शुरू में होता है तो आपने विज्ञापित किया है कि बफर स्थान 0 है तो B एक और पावती भेजकर कहता है कि बफ़र स्थान उपलब्ध है लेकिन किसी तरह यह पावती खो जाती है इसलिए क्योंकि यह पावती लॉस्ट हो गई हैं सिस्टम तब तक गतिरोध पैदा कर सकता है जब तक कि B टाइमआउट होने के बाद एक और पावती नहीं भेजता है इसलिए A को यह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है कि अब पर्याप्त बफर स्थान उपलब्ध है तो A और डेटा भेजने में सक्षम होगा तो उस विशेष मामले में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हर टाइमआउट के बाद B को चाहिए की B A से कोई और डेटा प्राप्त नहीं कर रहा हो और कनेक्शन अभी भी खुला हो तो B को डुप्लिकेट पावती भेजनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे डेटा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बफर स्थान है अन्यथा पावती खो जाने की स्थिति में डेडलॉक होने की संभावना है खैर यह ट्रांसपोर्ट लेयर पर गतिशील बफर प्रबंधन की अवधारणा है अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की एक और महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे जिसे हम कंजेस्शन कंट्रोल कहते हैं तो क्या है कंजेस्शन कंट्रोल आप शुरू में एक केंद्रीकृत नेटवर्क परिदृश्य के बारे में सोचते हैं तो प्रत्येक नोड में एक एज है 2 नोड्स के बीच एक एज है और हमारे पास एक एज वेट है तो यह एज वेट इस बात की ओर इशारा करता है कि उस विशेष लिंक की क्षमता क्या है मान लें अगर आप कुछ डेटा S से D पर भेजना चाहते हैं तो उस स्थिति में यदि आप यह जानना चाहते हैं कि उस प्रवाह की अधिकतम क्षमता क्या होगी तो आप इस मैक्स फ्लो मिन कट सिद्धांत को लागू कर सकते हैं जो एल्गोरिथम पाठ्यक्रम में कवर किया जा रहा है तो आप कट प्रमेय में अधिकतम प्रवाह को लागू कर सकते हैं और अधिकतम प्रवाह न्यूनतम कट प्रमेय से आप यह पता लगा सकते हैं कि यहां न्यूनतम कट क्या है इसलिए केवल परिदृश्य को देखते हुए यह न्यूनतम कट लगती है क्योंकि यह न्यूनतम कट है तो आप 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 12 की दर से अधिकतम प्रवाह भेज सकते हैं इसलिए यदि आप यूनिट को एमबीपीएस के रूप में सोचते हैं तो आप S से D तक 12 एमबीपीएस की दर से डेटा भेज सकते हैं अब यदि आपके पास इस तरह का केंद्रीकृत परिदृश्य है तो आप इस तरह के एल्गोरिथ्म को लागू कर सकते हैं इस तरह की व्यवस्था आपके प्रवाह दर को 12 एमबीपीएस तक सीमित कर सकती है लेकिन अगर यह नहीं है तो आप इसे कैसे ढूंढ पाएंगे अब आपका प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म यह गारंटी नहीं दे पाएगा कि आपका प्रसारण हमेशा 12 एमबीपीएस तक ही सीमित रहे क्योंकि आपको कई रास्तों से दर मिल रही है और यह बात इस अधिकतम खंड आकार तक ही सीमित है जो एक अनुमानित गणना है जिसे हमने पहले देखा है तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि वितरित परिदृश्य में प्रेषक इस 12 एमबीपीएस बोटलनेक क्षमता की तुलना में अधिक डेटा को भेज सकता है जो इस विशेष नेटवर्क में है तो यह क्षमता बोटलनेक क्षमता है इसलिए यदि आप S से D तक कुछ डेटा भेजना चाहते हैं भले ही नेटवर्क में कोई अन्य प्रवाह न हो तो आप कभी भी 12 mbps से अधिक हासिल नहीं कर पाएंगे अब यदि आपके पास कई प्रवाह हैं तो परिदृश्य अधिक जटिल हो जाता है अगर आपको लगता है कि इस S 1 से D 1 तक एक और प्रवाह है तो यह इन लिंक इस व्यक्तिगत लिंक का नेटवर्क में उपयोग भी करेगा आप सोच सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक लिंक है जिसकी क्षमता 4 है अब यह इस विशेष लिंक का उपयोग करेगा अब यह प्रवाह इस लिंक के किसी भी माध्यम से जा सकता है और इस तरह के ओवरलैपिंग के बीच में कई सिरे से अंत प्रवाह होगा और वे इस बोटलनेक लिंक में क्षमता साझा करेंगे तो यह पूरी बात एक वास्तविक नेटवर्क में लागू करना मुश्किल है क्योंकि एक वास्तविक नेटवर्क में आपको इसे वितरित तरीके से लागू करना होगा तो उस विशेष अवधारणा में नेटवर्क में जमाव हो सकता है जहां यह बोटलनेक लिंक में बोटलनेक लिंक करती है आप बोटलनेक लिंक की क्षमता से अधिक पुश करने की कोशिश कर रहे हैं अब यदि आप बोटलनेक लिंक की तुलना में अधिक डेटा पुश करना चाहते हैं तो बोटलनेक लिंक की क्षमता क्या होगी कि नोड्स पर मध्यवर्ती बफर वे भर जाएंगे आपको पैकेट नुकसान का अनुभव होगा जो एन्ड टू एन्ड ट्रांसमिशन देरी या जो अंत में वृद्धि को समाप्त करने के लिए ट्रांसमिशन देरी को काफी बढ़ा देगा तो यहाँ से हम इस बात पर ध्यान दें कि जब आप एक ही स्रोत गंतव्य जोड़ी के बीच अधिक प्रवाह शुरू करते हैं तो आपका बैंडविड्थ कैसे बदलता है तो शुरू में माना अपने बैंडविड्थ आवंटन को हम 1 एमबीपीएस में सामान्य कर रहे हैं इसलिए शुरू में यदि आपके पास एक प्रवाह है तो हम सिर्फ इस तरह से एक नेटवर्क के बारे में सोचते हैं तो आपने कहा है कि यह नेटवर्क है और आप इस स्रोत S1 से गंतव्य D1 पर एकल प्रवाह भेज रहे हैं और मान लेते हैं कि बोटलनेक लिंक की क्षमता 1 एमबीपीएस है अब अगर ऐसा है तो एक बार जब आप प्रवाह 1 शुरू कर रहे हैं तो प्रवाह 1 इस पूरे 1 एमबीपीएस बैंडविड्थ का उपयोग करने में सक्षम होगा जो इस बोटलनेक लिंक में है अब कुछ समय बाद एक बार फिर से कहें कि आप इस S2 से D2 दूसरा प्रवाह करते हैं यह माना प्रवाह 2 हैं अब यदि आप शुरू करते हैं तो यह लिंक क्षमता 1 mbps है तो यह लिंक F1 और F2 दोनों द्वारा साझा किया जा रहा है तो आदर्श रूप से ऐसा क्या होना चाहिए कि जब भी आप इस विशेष प्रवाह को शुरू कर रहे हों तो यह संपूर्ण बैंडविड्थ को बोटलनेक लिंक बैंडविड्थ को F1 और F2 के बीच विभाजित करेगा तो हर किसी को लगभग प्रवाह 1 और प्रवाह 2 को लगभग 05 एमबीपीएस गति मिलेगी अगर उनकी भेजने की दर 05 एमबीपीएस से अधिक है तो उस स्थिति में यह पूरी बोटलनेक क्षमता प्रवाह 1 और प्रवाह 2 के बीच विभाजित हो जाती है और कुछ समय बाद आपने कहा कि आपने एक और प्रवाह शुरू किया है प्रवाह 3 जिसकी आवश्यकता बैंडविड्थ बहुत कम है कहते हैं कि इसकी आवश्यक बैंडविड्थ कुछ कहने के करीब है 100 केबीपीएस है अगर ऐसा है तो यह 100 केबीपीएस बैंडविड्थ को यहां से खींचेगा और शेष बैंडविड्थ को प्रवाह 1 और प्रवाह 2 के बीच साझा किया जाएगा और प्रवाह 1 और प्रवाह 2 इस बोटलनेक बैंडविड्थ का उपयोग कर रहे हैं अब कुछ समय बाद यदि प्रवाह 2 बंद हो जाता है तो माना प्रवाह 2 बंद हो जाता है प्रवाह 2 समाप्त होता जाता है उस समय प्रवाह 1 को बैंडविड्थ मिलेगा जो 900 केबीपीएस के करीब है और प्रवाह 1 कुछ 100 केबीपीएस का उपयोग कर रहा है इस तरह कई बफर के बीच यह संपूर्ण बैंडविड्थ आवंटन समय के साथ बदल जाता है इसलिए इस संदर्भ में हमने जिस भीड़भाड़ पर चर्चा की है वह नेटवर्क में नियंत्रित एल्गोरिथम है तो कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म आवश्यक है क्योंकि यह प्रवाह करते हैं वे गतिशील रूप से नेटवर्क में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं जो उदाहरण हमने देखा है और इस कारण से नेटवर्क में कंजेस्शन कंट्रोल के लिए एल्गोरिथ्म लागू करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास यह केंद्रीकृत नेटवर्क जानकारी नहीं है पहले उदाहरण की तरह जो मैंने आपको दिखाया है जहां आप एक स्रोत और एक गंतव्य के बीच अधिकतम प्रवाह का पता लगाने के लिए इस न्यूनतम कट प्रमेय को लागू कर सकते हैं यहां परिदृश्य अधिक कठिन है क्योंकि प्रत्येक अलग अलग राउटर के पास इस पूरी नेटवर्क की जानकारी नहीं होती है यहां तक कि अंतिम होस्ट के पास भी पूरी नेटवर्क जानकारी नहीं होती और एक वितरित या विकेंद्रीकृत तरीके से आपको प्रवाह दर के बीच प्रवाह को अलग अलग छोर से अंत प्रवाह के बीच आवंटित करना होगा तो हम एक कंजेस्शन कंट्रोल की बजाय कंजेस्शन से बचने के एल्गोरिथ्म लागू करते हैं क्यूंकि कंजेस्शन का अनुमान पहेले लगा पाना मुश्किल है इसलिए कंजेस्शन कंट्रोल के बजाय हम कंजेस्शन से बचने के लिए जाते हैं तो कंजेस्शन से बचाव यह है कि जब भी कोई कंजेस्शन होती है आप उस कंजेस्शन का पता लगाते हैं और फिर उस कंजेस्शन से बाहर आने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा कैसे करेंगे इसलिए आप नेटवर्क के समर्थन के आधार पर भेजने की दर को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए आपकी भेजने की दर अब कुछ न्यूनतम है जिसे नेटवर्क दर और रिसीवर दर कहा जाता है तो पहले आपकी भेजने की दर रिसीवर दर के बराबर थी इसलिए रिसीवर द्वारा दिए गए बफर विज्ञापन के आधार पर आप विंडो के आकार को नियंत्रित कर रहे हैं और आप उस विशेष दर पर डेटा भेज रहे हैं अब आपके भेजने की दर आपके नेटवर्क दर की न्यूनतम होगी जो की नेटवर्क समर्थन कर सकता है और रिसीवर समर्थन कर सकता है तो यह नेटवर्क दर रिसीवर दर यह प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम से आता है तो यह एक स्लाइडिंग विंडो आधारित प्रवाह नियंत्रण के लिए रिसीवर विज्ञापन विंडो आकार से आता है तो रिसीवर विशेष रूप से विंडो की जानकारी का विज्ञापन कर रहा है कि और यह नेटवर्क दर आपके पास नेटवर्क दर पर कोई नियंत्रण नहीं है या यह कहें के कि आपके पास नेटवर्क दर पर कोई अनुमान क्रियाविधि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेटवर्क दर घटक को बढ़ा सकते हैं और प्रवाह दर पर प्रभाव का निरीक्षण कर सकते हैं इसलिए आदर्श रूप से वायर्ड नेटवर्क के मामले में क्या हो सकता है यदि आप मानते हैं कि चैनल त्रुटि के कारण नुकसान बहुत कम है इसका मतलब है अगर नेटवर्क से नुकसान हो रहा है तो वह नुकसान मध्यवर्ती राउटर पर बफर ओवरफ्लो के कारण हो रहा है अब यदि बफर ओवरफ्लो होता है तो यह एक संकेत देता है कि बफर को आने वाली कुल दर उस बफर से कुल आउटगोइंग दर से अधिक है इसलिए एक उदाहरण के रूप में यदि आप सिर्फ एक मध्यवर्ती बफर कतार अर्थार्त क्यू के बारे में सोचते हैं तो यह कई प्रवाह से डेटा प्राप्त कर रहा है और कुछ आउटगोइंग दर है आउटगोइंग दर भी कई हो सकती है तो मान लें कि कुल आवक दर λ है और कुल आउटगोइंग दर μ है अब यदि आपका λ μ से अधिक है तो यह इंगित करता है कि कुछ समय बाद बफर भर जाएगा और एक बार बफर भर जाने के बाद बफर से पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और आपको नुकसान का अनुभव होगा अब यदि आप यहां पैकेट नुकसान का निरीक्षण करते हैं जो इंगित करता है कि मध्यवर्ती बफर की कुल आवक दर कुल आउटगोइंग दर से अधिक है इसका मतलब है कि λ μ से अधिक है तो यह कंजेस्शन के हस्ताक्षर देता है इसका मतलब है कि अगर सड़क नेटवर्क के बारे में सोचें तो यह मान लें कि आपके पास सड़क नेटवर्क है तो यह एक सड़क नेटवर्क उदाहरण है इसलिए कारें इस सड़क पर आ रही हैं तो यहाँ बोटलनेक है इसलिए यहां देखें कि कुल क्षमता क्या है अगर यह आने वाली कुल क्षमता का समर्थन कर सकती है तो इस 2 सड़कों से यह क्षमता पार हो रही है इसलिए आपको यहां भीड़भाड़ का अनुभव होगा इसलिए नेटवर्क के मामले में भी यही चीजें होती हैं और हम इस पैकेट लॉस से एक तरह से कन्जेशन महसूस कर रहे हैं क्योंकि पैकेट लॉस यह संकेत देता है कि आपके पास जो बफर है वह बफर भर रहा है तो आप इसे एक कंजेस्शन के रूप में पहचानते हैं और आप फिर से नेटवर्क दर को छोड़ देते हैं तो व्यापक विचार यह है कि आप धीरे धीरे कुछ समय में नेटवर्क दर बढ़ाते हैं आप अनुभव करेंगे पैकेट नुकसान जिस पल आप पैकेट नुकसान का अनुभव कर रहे हैं फिर आप दर को छोड़ देते हैं और फिर से दर बढ़ाते हैं और जब भी आपको एक बार नुकसान का अनुभव होता है आप दर छोड़ देंगे तो इस तरह हम नेटवर्क में कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिदम लागू करते हैं अब सवाल यहाँ आता है कि आप दर कैसे बढ़ाएंगे इसलिए हम अच्छे पुट और देरी पर नेटवर्क की कंजेस्शन का प्रभाव देखना चाहते हैं इसलिए जो हम देखते हैं कि यदि आप नेटवर्क में अच्छे से देखते हैं तो प्रति पैकेट पैकेट की संख्या जो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पर और ऑफर किए गए लोड के साथ मिल रही है तो आपके पास अधिकतम क्षमता है तो आम तौर पर ऐसा होता है कि दर अधिकतम क्षमता तक बढ़ जाती है लेकिन जिस पल वहां यह कंजेस्शन होती है आप अच्छे पुट में एक निश्चित गिरावट देखते हैं क्योंकि आपके पैकेट ड्रॉप्ड किये जा रहे हैं और यदि पैकेट पैकेट ड्रॉप्ड किये जा रहे हैं तो प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम पैकेटों को फिर से भेजने की कोशिश करेगा तो आपको यहां एक निश्चित गिरावट मिलेगी हम कहते हैं कि कंजेस्शन का पतन अब जब कंजेस्शन का पतन होता है तो आप देरी में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव करते हैं क्योंकि पैकेट ड्रॉप्ड किया जा रहा है प्रवाह नियंत्रण पैकेट को फिर से प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है अगर उस समय लिंक कंजेशन से बाहर नहीं आ पा रहा है तो फिर से पुनः प्रसारित किया हुआ पैकेट भीड़ में गिर जाएगा और इस बात की अधिक संभावना है कि बफर अभी भी भरा हुआ है और पैकेट गिरा सकता है तो इस वजह से कुल सफल पैकेट का एन्ड टू एन्ड वितरण कम हो सकता है इसलिए नेटवर्क पर कंजेस्शन कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए हमें एक और बात सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिसे हम निष्पक्षता अर्थात फेयरनेस कहते हैं तो निष्पक्षता क्या है निष्पक्षता सुनिश्चित करती है कि नेटवर्क में सभी प्रवाह की दर को निष्पक्ष तरीके से नियंत्रित किया जाता है इसका क्या मतलब है खराब कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है इसका मतलब है नेटवर्क में कुछ प्रवाह ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कभी पैकेट ही ना मिल पाया हो इसलिए क्योंकि यह भीड़भाड़ में चल रहा है आप सड़क नेटवर्क के एक परिदृश्य के बारे में सोच सकते हैं यदि आप एक कंजेस्शन में फ़स गए हैं अगर एक कार कंजेस्शन में फ़स गयी है तो कार की बहुत खराब किस्मत है या गंतव्य पर पहुंचने के लिए एक बड़ी देरी है तो नेटवर्क में समान बात यह हो सकती है कि कुछ प्रवाह ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कभी पैकेट ही ना मिल पाया हो अब विकेन्द्रीकृत नेटवर्क में कठिन निष्पक्षता सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको फिर से पूरे नेटवर्क की जानकारी की आवश्यकता होती है और उस न्यूनतम कट प्रमेय से इस न्यूनतम कट का पता लगाने के लिए कुछ गणितीय गणना करना चाहते हैं उपलब्ध क्षमता क्या होगी और बैंडविड्थ को उस विशेष क्षमता तक सीमित करना इसलिए केंद्रीय नेटवर्क पर यह सभी गणना करना बहुत कठिन है तो इस तरह की कठिन निष्पक्षता प्रदान करने के बजाय हम क्या करने की कोशिश करते हैं हम एक अधिकतम न्यूनतम निष्पक्षता आवंटित करने की कोशिश करते हैं तो अधिकतम न्यूनतम निष्पक्षता अर्थात मैक्स मिन फेयर एलोकेशन क्या है इसलिए एक आवंटन अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष है जिसमे आवंटन के साथ एक प्रवाह को दिए गए बैंडविड्थ को दूसरे प्रवाह को दिए गए बैंडविड्थ को कम किए बिना बढ़ाया नहीं जा सकता है तो इसका मतलब है एक आबंटन में कहा गया है कि आपके पास 2 प्रवाह हैं माना λ1 λ2 हम कह सकते हैं कि यह λ1 λ2 अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष है यदि आप किसी मान एप्सिलॉन तक λ वृद्धि λ1 करते तो फिर आपको λ2 को कम करना होगा तो λ2 कम करने की जरूरत है तो आप λ1 के मान में वृद्धि नहीं कर सकते बिना λ2 को कम किये यह विशेष आवंटन हम इसे अधिकतम न्यूनतम उचित आवंटन कहते हैं तो आइए हम अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष आवंटन के एक उदाहरण को देखें इसलिए इस विशेष उदाहरण में हमारे पास कई प्रवाह हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बोटलनेक क्षमता है जहां 3 प्रवाह लिंक साझा कर रहे हैं तो 3 प्रवाह लिंक साझा कर रहे हैं इसका मतलब है कि उनमें से प्रत्येक को एक तिहाई बैंडविड्थ मिलेगी तो इस विशेष लिंक को अधिकतम संख्या में प्रवाह द्वारा साझा किया जाता है तो यह 3 प्रवाह द्वारा साझा किया जाता है यह 2 प्रवाह द्वारा साझा किया जाता है और यह एक प्रवाह द्वारा साझा किया जाता है तो यहाँ बॉटलनेक है तो उनमें से प्रत्येक को बैंडविड्थ का एक तिहाई मिलेगा यदि उन्हें बैंडविड्थ का एक तिहाई मिल रहा है तो प्रवाह संख्या D है यह बैंडविड्थ के एक तिहाई का उपयोग करेगा यह प्रवाह संख्या C और यह बैंडविड्थ के एक तिहाई का उपयोग करेगा फिर प्रवाह B जो इस बॉटलनेक क्षमता के कारण यहां से आगे बढ़ रहा है यह एक तिहाई बैंडविड्थ का उपयोग कर रहा है तो यह इस लिंक में बैंडविड्थ के एक तिहाई का उपयोग करेगा तो इस लिंक में शेष क्षमता 2 तिहाई है तो यह प्रवाह A यह बैंडविड्थ के 2 तिहाई का उपयोग कर सकता है तो यह अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष एल्गोरिथ्म है क्योंकि यदि प्रवाह B के लिए एक तिहाई से इस की बैंडविड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रवाह A का बैंडविड्थ घटाना पड़ेगा इसी तरह यदि आप फ्लो C या फ़्लो D के लिए बैंडविड्थ बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लिंक में कुल क्षमता दो तिहाई का उपयोग कर रही है वह यहाँ भी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही है और सिर्फ मान ले कि यदि आप इस बॉटलनेक क्षमता वितरण के कारण इस लिंक की किसी भी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रवाह B की क्षमता को कम करना होगा इसलिए यह विशेष आवंटन अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष आवंटन है अब वितरित तरीके से हम इस AIMD एल्गोरिथ्म को लागू करके अधिकतम न्यूनतम निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित कर सकते हैं इसलिए हम एल्गोरिथ्म को योगात्मक वृद्धि गुणात्मक कमी अर्थात एडिटिव इनक्रीस मल्टिप्लिकेटिव डिक्रीस के रूप में कहते हैं जो 1989 में चिउ और जैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसलिए एल्गोरिथ्म कुछ इस तरह है तो आप प्रवाह की दर को जोड़कर बढ़ाते हैं लेकिन प्रवाह दर को गुणात्मक रूप से कम करते हैं इसका क्या मतलब है तो माना wt को भेजने की दर और a एडिटिव वृद्धि कारक है और B गुणक गिरावट कारक है इसलिए जब भी आप उस दर को बढ़ा रहे हैं जिसका अर्थ है कि कंजेस्शन का पता नहीं लगाया गया है तो आप एक योज्य घटक प्रदान करते हैं लेकिन जब जमाव घट जाता है तो आप गुणन घटक प्रदान करते हैं तो b का मान 0 से 1 है इसलिए यदि आप b से गुणा कर रहे हैं इसका मतलब है आप दर को गिरा रहे हैं तो एक योज्य में वृद्धि गुणक में कमी का उदाहरण यह है कि जब भी आप बढ़ रहे हैं तो एक निश्चित घटक को जोड़ते हुए आप इसे योज्य तरीके से रैखिक रूप से बढ़ाते हैं लेकिन जब भी आप ड्रॉप कर रहे होते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण गिरावट करते हैं अब हम देखते हैं कि योज्य में वृद्धि गुणक में कमी यह कैसे होता है तो यह हिस्सा योज्य वृद्धि है और यह भाग गुणात्मक कमी है तो ये एडिटिव्स कैसे गुणा वृद्धि को कम करते हैं निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं अब हम एक अन्य संस्करण पर ध्यान दें जिसे हम AIAD या MIMD कहते हैं तो एआईएडी योज्य वृद्धि योगात्मक कमी है जो आप एडीटिवली बढ़ाते हैं और साथ ही एडीटिवली घटाते हैं MIMD आप गुणात्मक रूप से बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आप गुणात्मक रूप से घटाते हैं इसलिए हम उन 2 उपयोगकर्ताओं का एक उदाहरण ले रहे हैं जो बॉटलनेक लिंक साझा कर रहे हैं अब यदि 2 उपयोगकर्ता बॉटलनेक लिंक को साझा कर रहे हैं तो यह रेखा आपको निष्पक्षता प्रदान करती है क्योंकि 45 डिग्री ढलान वाली यह रेखा इसका कहना है कि यदि आप यहां एक बिंदु लेते हैं तो यह है कि उपयोगकर्ता a और उपयोगकर्ता b दोनों को लगभग बराबर मात्रा में बैंडविड्थ या कठिन निष्पक्षता मिलती है उन्हें बैंडविड्थ की समान मात्रा मिलती है तो यह लाइन मुझे फेयरनेस लाइन देती है इसी तरह यह रेखा आपको दक्षता रेखा प्रदान करती है क्योंकि यहां कुल आवंटन 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है अब यदि आप इस बिंदु से शुरू करते हैं और इस योगात्मक वृद्धि के साथ यदि आप इस लाइन को पार करने के बाद बैंडविड्थ बढ़ाते हैं इसका मतलब है आप लिंक की क्षमता से अधिक डेटा डाल रहे हैं यह सौ प्रतिशत बैंडविड्थ लिंक है तो आप एक पैकेट नुकसान का अनुभव करेंगे इसका मतलब है कि कंजेस्शन की धारणा अब इस मामले में यदि आप बैंडविड्थ को एडिटिव तरीके से कम करना चाहते हैं तो आप इसे समानांतर रूप से घटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि आप एक additive वृद्धि और additive कमी कर रहे हैं तो आप इस दक्षता रेखा के चारों ओर दोलन करेंगे लेकिन यह इष्टतम बिंदु नहीं है हम यहां कुछ चाहते हैं यह सबसे इष्टतम बिंदु है जहां दोनों प्रवाह को उपलब्ध बैंडविड्थ के 50 प्रतिशत का 50 प्रतिशत मिलेगा और साथ में वे दक्षता रेखा पर होंगे अर्थात 100 प्रतिशत इसलिए हम इस बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं तो additive वृद्धि additive कमी में आप दक्षता रेखा पर बस दोलन करेंगे इसी प्रकार गुणात्मक वृद्धि और गुणन में कमी होने पर आप इस दक्षता रेखा पर दोलन करेंगे क्योंकि आप एक ही दर में बढ़ेंगे और एक ही दर में गिरेंगे लेकिन यदि आप additive वृद्धि गुणात्मक कमी के लिए जा रहे हैं तो परिदृश्य कुछ इस तरह से हो जाता है तो परिदृश्य कुछ इस तरह हो जाता है तो आप इस बिंदु से शुरू कर रहे हैं और आप एक योगात्मक वृद्धि कर रहे हैं तो आप एक गुणात्मक कमी करते हैं फिर आप एक additive वृद्धि करते हैं आप एक गुणात्मक कमी बनाते हैं आप एक जोड़ और वृद्धि करते हैं तो धीरे धीरे आप इष्टतम बिंदु की ओर बढ़ेंगे इसलिए यदि आप एक गुणात्मक कमी के बाद एक additive वृद्धि हासिल करते हैं और दोनों उपयोगकर्ता इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो धीरे धीरे वे इसी तरह इष्टतम बिंदु पर आ जाएंगे यदि आप यहां से शुरू करते हैं एक एडिटिव वृद्धि और फिर इस केंद्र बिंदु की ओर एक गुणात्मक कमी कर फिर से एक एडिटिव वृद्धि बनाने के लिए एक गुणक कमी धीरे धीरे आप इस इष्टतम बिंदु की ओर बढ़ेंगे इस तरह से यह AIMD एल्गोरिथ्म एडिटिव 45 डिग्री तक बढ़ जाता है और लाइन पॉइंट की ओर गुणात्मक कमी उत्पन्न होती है यदि आप इस विशेष एल्गोरिथ्म को लागू करते हैं तो आप इष्टतम बिंदु की ओर परिवर्तित कर सकते हैं तो इस विशेष एल्गोरिथ्म का उपयोग टीसीपी द्वारा स्लाइडिंग विंडो के आकार को समायोजित करने के लिए दरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो कुछ समय बाद विवरण में दिखाई देगा खैर इसलिए इस विशेष व्याख्यान में आपको कंजेस्शन कंट्रोल एल्गोरिथ्म के बारे में व्यापक अवलोकन मिला और इस व्याख्यान के साथ हमने बुनियादी सेवाओं को कवर किया है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर पेश की जा रही हैं इसलिए व्याख्यान के अगले सेट में हम प्रोटोकॉल परिप्रेक्ष्य से ट्रांसपोर्ट लेयर के अधिक विवरणों पर ध्यान देंगे और हम यह भी देखेंगे कि अंतिम सेवाओं के निर्माण के लिए इस विभिन्न सेवाओं को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद आशा है कि हम अगली कक्षा में मिलेंगे